आपका स्वागत है आज हम इस मॉड्यूल में उस मुख्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि अभियंताओं के केंद्रीय व्यवसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित है पिछले मॉड्यूल में हमने अभियंताओं के नैतिक उत्तरदायित्व पर चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने बार बार अभियंताओं के व्यवसाय नैतिकता के बारे में बताया था अभियंताओं के व्यवसायिक मूल्यों के बारे में बताया था और उन्हें अपने व्यवसाय मूल्यों का सम्मान करना चाहिए जब वे अपने व्यवसायिक मूल्यों द्वारा चल रहे हो अगर उनके व्यक्तिगत है प्रभावित होते हैं या जिसके लिए वह बहुत वफादार हैं उसके लिए वफादारी का संघर्ष उन्हें अपनी संस्था के प्रति अधिक वफादार होना चाहिए अगर यह कुछ अनैतिक कर रहे हैं और हितधारकों की वफादारी के साथ भी और हमने व्यवसायिक मूल्यों के बारे में बात की थी या उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जो कि अभियंता लोगों की मदद करता है कि वह अपने कार्य के लिए एक रास्ता खोज सकें और अपने लिए एक उत्तर ढूंढ सकें कि वह किसके लिए अधिक वफादार हैं उसी चर्चा पर आधारित हम आज के मॉड्यूल के मुख्य प्रश्न अभियंताओं के केंद्रीय व्यवसायिक उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे तो हमें देखना चाहिए कि वह कौन से मुख्य प्रश्न है जो हम इस मॉड्यूल में चर्चा करने जा रहे हैं इस मॉड्यूल में जो मुख्य प्रश्न है जिसका कि हम उत्तर देंगे वह यह है कि पूरे कार्य पर एक पेशेवर की तौर पर अपने भले के लिए क्या चरित्र और व्यवहार होना चाहिए जोकि पूरी गुणवत्ता पर आधारित होता हो फिर भरोसे मंदी पर एक अभियंता के पेशेवर उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है जो एक अभियंता के पेशे में नौकरी के विवरण में चित्रित है विश्वास क्या होता है उत्तरदाई पेशेवर होने और भरोसेमंद पेशेवर होने में क्या संबंध है क्या सुरक्षा के लिए उत्तरदाई होना सभी अभियंताओं में एक आम सहमति है फिर हम यह चर्चा करेंगे कि क्यों सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पेशेवरों का ध्यान कीड़ों और गड़बड़ियों की तरह होता है ना कि सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर बिजली चमकने के नुकसान के ज्ञान के आगे क्या अभियंताओं को उस से होने वाले नुकसान को घटाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य प्रश्न संख्या 1 से शुरूआत करते हैं जिसके अनुसार पेशेवरों के हिस्से का व्यवहार और चरित्र क्या होना चाहिए जिस का कार्य आपके स्वयं के कल्याण पर निर्भर है उन्हें विश्वसनीय के रूप में योग्य होना होगा तो एक अभियंता के व्यवहार में क्या उपस्थित होना चाहिए जिससे कि हम यह कह सके कि वह बहुत ही विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं हम उन्हीं विशेषताओं के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं तो जब आज की दुनिया में हम समझते हैं कि दुनिया विशेष ज्ञान से बहुत ही विशेष हो गई है इसके लिए हमें अभियंताओं के अनुभव और जो ज्ञान उनके पास है उस पर निर्भर होना पड़ता है और यह हमारे पेशेवर लोगों के लिए है हमें अपनी सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पेशेवरों पर आधारित होना पड़ता है क्योंकि वह अधिक विशेषज्ञ होते हैं हम से अधिक जानकारी वाले होते हैं अगर हम सुरक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित होते हैं हम अभियंताओं से क्या उम्मीद रखते हैं जब उनके पास जानकारी है और वह उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं उनके कौशल और मेहनत का भी और फिर उनके द्वारा लिए गए पेशेवर निर्णय जैसे अगर वह किसी भ्रम की स्थिति में हो और कुछ चीजों पर वह अपनी राय दें उन्हें यह परखने की आवश्यकता होती है कि उस विषय उत्तर के लिए दूसरे विकल्प क्या उपस्थित हैं और उनमें से एक विकल्प को चुनने की आवश्यकता ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह अपनी जानकारी का प्रयोग करेंगे और अपने कौशल का प्रयोग निर्णय लेने में करेंगे इसलिए कि वह हमें निश्चित कर सकें कि वह अपना उत्कृष्ट परिणाम हमें देंगे तो दो चीज है उन्हें विश्वसनीय बनाने में जो सफल करती हैं वह नैतिक निर्णय का उपयोग करना और नैतिक उत्तरदायित्व को लेना एवं परिणाम का पेशावर उत्तरदायित्व क्योंकि वह ज्यादा समझदार है क्योंकि उनके पास विषय की जानकारी है क्योंकि उनके पास योग्यता है और वह विकल्पों में से निश्चित करने में उत्तम व्यक्ति हैं तो निर्णय को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास नैतिक निर्णय लेना और नैतिक उत्तरदायित्व लेना और परिणाम का पेशावर उत्तरदायित्व लेना यह दो घटक है जो व्यक्ति को विश्वसनीय मानने में सहायक हैं आप केवल नैतिक निर्णय का प्रयास नहीं कर रहे हैं अपितु आप अपने निर्णय को मान लेते हैं और अपने निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेते हैं तो जब आप पेशेवर निर्णय के अभ्यास की बात करते हैं तो यह कई कारकों की श्रंखला का ख्याल रखने की बात करता है का ख्याल रखने की बात करता है तो जानकारी के उपयोगी से का जिक्र करते हुए जानकारी का शारीरिक हिस्सा जो कि हमारे पेशे के लिए बहुत ही विशिष्ट है तो नैतिक जिम्मेदारी को लेते हैं क्योंकि आपने एक निर्णय लिया है जो कि सब विश्लेषकों पर आधारित है सब अलग अलग संभावित विकल्पों पर आधारित है और और उससे संबंधित प्रतिस्पर्धा कारक से गुजरने के बाद आपने उत्तम निर्णय लिया है और आपने इसको अच्छे से परख लिया है ऐसी उम्मीद की जाती है और आपने परिणाम के लिए उत्तरदायित्व को अपना लिया है और आपने लोगों को यह आश्वासन दिया है कि आप ने सभी विकल्पों के बारे मे विचार कर लिया है और यही उत्तम परिणाम है जो आप दे रहे हैं तो इसे समझने के लिए हम एक छोटे से केस पर बात करते हैं एक उदाहरणत्मक पेशेवर प्रतिक्रिया एक असमर्थ हवाई जहाज की लैंडिंग कराना एक हाथों हाथ उदाहरण जिसमें कोई एक बहुत सारे प्रासंगिक कार्य को उन परिस्थितियों में लेने में सफल हुआ और पायलट ने विशेष तौर पर बहुत अच्छा परिणाम दिया चसली "सूली" सोलनबर्गर " जिन्होंने अपने असमर्थ एअरबस A 320 हवाई जहाज को हुडसन नदी में लैंड कराया था और किसी की जान भी नहीं गई थी इस केस के बारे में सबसे आधारभूत तथ्य यह है कि उड़ने के 90 सेकेंड के अंदर जनवरी 15 2009 यू एस एयर फ्लाइट 1549 चिड़ियों के एक झुंड से टकरा गई पुस्तक करने हवाई जहाज के दोनों इंजन को असमर्थ कर दिया कैप्टन सोलनबर्गर का निर्णय ऐसे दबाव के वक्त लगातार सराहनीय रहा कुछ टिप्पणी कारों के अनुसार पायलट को गहन प्रशिक्षण दिया गया था परिस्थिति की अद्वितीय विशेषताओं में हवाई जहाज का उड़ने का स्थान शामिल है जो कि किसी भी पायलट के प्रशिक्षण की परिस्थितियों के दौरान संयुक्त सुविधा नहीं होती है सोलनबर्गर के अनुभव को अक्सर बताया जाता है पिछली फ्लाइट को उड़ाने की वजह से उन्होंने परिस्थितियों का आकलन बहुत अच्छे से कर रखा था खाली उन्होंने आकलन ही नहीं कर रखा था बल्कि उन्होंने यह सोच रखा था कि अगर कभी ऐसा वक्त आया कि उन्हें वापस उसी हवाई अड्डे पर आना पड़ेगा जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी या दूसरी जगह पहुंचे थे या हवाई जहाज को नदी में उतारने का जोखिम लेना पड़ेगा परंतु कैसे नदी में लैंडिंग कराएंगे और कैसे हवाई जहाज को खाली कराएंगे यह कैसे संभव होगा यह सब उन्होंने विचार करके रखा था तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी योजना में एक चालाकी करी कि यह कम से कम कुछ मिनटों के लिए कर सके उन्होंने नदी में एक स्थान को भी चिन्हित कर लिया जोकि सक्रिय फेरी टर्मिनल के पास था जहां वायुयान तक बहुत नाव काय बहुत आसानी से पहुंच सके हैं और यात्रियों को एवं चालक दल के सदस्यों को यान के पंखों के डूबने से पहले हटा सकें सोलनबर्गर नहीं थी तो खाली अपने आप को बचाने के लिए वह अपने आप को हवाई जहाज से बाहर नहीं निकाल सकते थे इसलिए दूसरों के फायदे के बारे में सोचने के स्थान पर उनकी दिलचस्पी हवाई जहाज को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाना था और किसी तरह हवाई जहाज मैं वह सबसे आखिरी में उत्तेजित हुए तो यह जो हम देख रहे हैं यह एक पेशेवर प्रतिक्रिया का बहुत ही उत्कृष्ट मामला है जहां पर हम दूसरों की जिंदगी का ख्याल रखने के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले रहे हैं निर्णय ले रहे हैं दूसरे प्रतिक्रिया के तरीकों पर विचार कर रहे हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया बेहतर होगी कि अगर एयरपोर्ट नजदीक है कि नहीं कैसे हवाई जहाज को वहां उतारा जाए जहां पर नौका सेवाएं उपलब्ध हो इन सब बातों का लायक प्रतिक्रिया के लिए ख्याल रखना होगा और जहां पर उन्होंने कोशिश की कि हवाई जहाज में कम से कम बहुत कम उत्तेजना हो तो यह निर्णय लेने को विकसित करता है जो अभियांत्रिकी पेशे से संबंधित नैतिकता से जुड़ा हुआ है कैप्टन सोलनबर्गर ने पेशेवर निर्णय लिया जो एक पायलट के तौर पर विशेष परिस्थितियों का सामना करते हुए सिद्धांत एक और प्रायोगिक ज्ञान को एक साथ लेकर आया तो उन्होंने जो एक लक्ष्य हासिल किया और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सभी सिद्धांतों और पेशेवर प्रायोगिक निर्णयो को समाहित किया और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया करें जो कि उनकी जिम्मेदारी पर भी आधारित थी अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या दो पर चलते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि एक अभियंता के पेशेवर उत्तरदायित्व और कर्तव्य चित्रण में क्या संबंध है जोकि उनके अभियंता स्थिति के नौकरी के विवरण में बताया गया है तो नौकरी का विवरण भूमि का विवरण पर आधारित हो सकता है संस्थान के पदानुक्रम के अनुसार आपको कुछ खास तरीके की चीजों को करने से रोका जा सकता है कुछ खास तरीके के निर्णय लेने से रोका जा सकता है और परंतु आपका पेशेवर उत्तरदायित्व भी बताएगा कि आपके उत्तरदायित्व की क्या परिमाण है तो कभी कभी यह आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं कभी कभी किसी बिंदु पर इनमें मतभेद भी हो सकता है किन्ही दो चीजों को लेकर और अगर ऐसा है तो आप परिस्थिति को कैसे संभालेंगे तो जब आप नैतिक निर्णय के बारे में नैतिक उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं तो यह आपके नैतिक निर्णय और एक मामलों की वांछनीय स्थिति को हासिल करने या बनाए रखने का ख्याल रखते हैं व्यक्तिगत देखभाल के साथ संबंधों को ध्यान में रखकर पेशेवर उत्तरदायित्व एक तरह का नैतिक उत्तरदायित्व है जो व्यक्ति के किसी खास तरीके के क्षेत्र में खास तरीके का ज्ञान है उससे उत्पन्न होता है एक जैसे व्यवसायो के साथ बात करने पर तब वित्तीय रिपोर्ट की शुद्धता के लिए अकाउंटेंट उत्तरदाई होते हैं स्वास्थ्य के परिणामों औरलोक स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं के लिए चिकित्सक उत्तरदाई होते हैं और सुरक्षा और उनकी रचना के प्रदर्शन निर्माण और तकनीक के संचालन के लिए अभियंता उत्तरदाई होते हैं तो कुछ पेशेवर उत्तरदायित्व होते हैं पेशे के गुणों के अनुसार यह उत्तरदायित्व होते हैं एक शरीर के उत्कृष्ट ज्ञान के प्रभुत्व के द्वारा जो सीधे तौर पर दूसरों के भले के लिए लागू होता है और यही वजह से उसे एक पेशे को एक व्यवसाय से अलग किया जाता है तो कुछ नैतिक मांगे और व्यवसायिक व्यक्तियों द्वारा आचार संहिता को ठीक से व्यक्त किया जा सकता है नियमों की संहिता जो यह बताती है कि कौन से कार्य करने की इजाजत है अनिवार्य हैं या पूरी तरह से वर्जित हैं तो ऐसा लगता है कि वह गंभीरता से कार्य करेंगे एक अच्छा परामर्शदाता अभियंता ना केवल घूसखोरी से बसता है सारी योजना को दस्तखत करने से पहले ठीक से पढ़ता है और निर्णय देता है एवं दिए गए नमूने और उत्पाद को विवेकपूर्ण तरीके से देखता है की वह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का है कि नहीं नैतिकता के लिए सामा और पेशेवर तौर पर जो घटक हैं जिन्हें देखभाल के लिए सुपुर्द किया गया है वह यह निर्णय करते हैं कि उच्च परिणामों को हासिल करने के लिए क्या अच्छे से अच्छा किया जाए तो उनके नैतिक उत्तरदायित्व और शासकीय उत्तरदायित्व में यह अंतर है कि शासकीय अंतर दायित्व साफ तौर पर संवाद स्थापित करके बताता है कि उन्हें अपने काम के साथ क्या करना है नौकरी के विवरण में यह बताया होता है कि उनकी खास शासकीय जिम्मेदारियां क्या होंगी तो कई मामलों में क्या होगा कि यह मेल खा सकता है परंतु नैतिक उत्तरदायित्व एक बड़े प्रेम में क्या होगा और यह शासकीय उत्तरदायित्व को घटाता नहीं है कुछ शासकीय उत्तरदायित्व अनैतिक हो सकते हैं जो कि आपको कुछ करने के लिए कहे जा सकते हैं " मैं बसअपना काम कर रहा हूं" "मैं वही कर रहा हूं जो मुझसे कहा गया है" तो जब आप शासकीय उत्तरदायित्व को निभा रहे होते हैं तो यह कुछ बहाने हैं जो आप बनाते हैं आप नहीं कर रहे हैं परंतु पेशेवर उत्तरदायित्व में आपके पास ऐसे वाहनों के लिए कोई स्थान नहीं होता है आपको इन्हें मानना पड़ता है आप अपने किसी भी पेशेवर उत्तरदायित्व और नैतिकता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं कभी कभी इनके बीच में संघर्ष हो जाता है आपके शासकीय उत्तरदायित्व आपके पेशेवर पर प्रश्न मार्क लगा देते हैं जैसे आपको किसी बिंदु पर धर्म संकट में डाला जा सकता है जैसे मेरी शासकीय उत्तरदायित्व यह बताती है कि मुझे यह करना है और इस रास्ते पर चलना है परंतु पेशेवर उत्तरदायित्व के अनुसार मुझे यह समझ आता है कि यह सही नहीं है परंतु मैं क्या करूं इसे समझने के लिए एक छोटे केस पर यहां चर्चा करते हैं तो ग्राहक की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा और कर्तव्य का उत्तरदायित्व एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार जो बिल्डिंग में होने वाले बहुत सारे दोषों से काफी नाराज है और मालिक पर उन दोषों को ठीक कराने के लिए मुकदमा कर दिया है मालिक के प्रतिनिधि ने लेली में दर्ज है तो प्रश्न यह है कि क्या लेली का अभियंता होने का उत्तरदायित्व इन सारी क्रियाओं से अच्छे तरह से पूरी सकती थी यहां पर हमने है पाया कि उसने कुछ ऐसी चीजों की खोज की थी जो मुकदमे में दर्ज नहीं थी और जिस बात की प्रतिनिधि से चर्चा की और उन्होंने इसे गुप्त रखने के लिए कहा और संरचनात्मक अभियंता ने इसे गुप्त रख लिया वैसे ही जैसे कि कोई अपनी संस्था के प्रति वफादार होता है जिसने किसी व्यक्ति को रखा है जो अभियंता है परंतु अगर आप पेशेवर उत्तरदायित्व की बात करेंगे वह शासकीय उत्तरदायित्व से बहुत ऊपर है और उस स्थिति में अगर अब ने वास्तव में यह खोज लिया है जैसा कि वहां पर कुछ संरचनात्मक मुद्दे थे जो किराएदार की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते थे और यह पेशेवर उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि सबसे पहले संस्था को उसके बारे में बताया जाए उसको दुरुस्त किया जाए और उसका ख्याल रखा जाए तो वह किराएदार नहीं है जिन का नुकसान हुआ हो परंतु अगर आप देखेंगे तो संस्थाएं इसके लिए बहुत अधिक अनिश्चित रहती हैं और मुझे कहती हैं कि सूचना को गुप्त रखें इसे किसी के साथ ना बाटे तब यह मेरे पेशेवर उत्तरदायित्व का हिस्सा हो जाता है और अभियंताओं को जानने के लिए यह बनाया है क्योंकि पेशेवर उत्तरदायित्व शासकीय उत्तरदायित्व क्षमता से बहुत बहुत पर है क्योंकि मेरा पैसा संरचनात्मक अभियंता के तौर पर है और मुझे यह पता करना है कि क्या संरचना जिंदगी के लिए सुरक्षित है और लोगों की सुरक्षा के लिए अब मान लीजिए कि कुछ हो जाता है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा और अगर कुछ हो जाता है तो एक संरचनात्मक अभियंता के तौर पर मुझे कैसा महसूस होगा क्या इन परिस्थितियों में मैं खुद का सामना कर पाऊंगा या मेरी मुझ क्या बताएगी तो यहां पर आप के गुण बोलेंगे और जहां पर आपके पेशेवर नैतिकता आपको मार्गदर्शन करेगी कि आप सही निर्णय ले सके निश्चित तौर पर सबसे पहले अपनी संस्था को इसके बारे में बताएं जिसने कि आपको अपने यहां लिया है परंतु अपने स्व हित कि आपको लिया गया है या इसके कमीशन को बार बार पाने के लिए आप का उत्तरदायित्व होता है कि आप किराएदार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें जो प्राथमिक महत्व की चीज है और आपको निश्चित तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अब जिस अगले मुख्य प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि विश्वास क्या होता है और एक जिम्मेदार पेशेवर और विश्वसनीय पेशेवर के बीच में क्या संबंध है तो हमने जो पाया उसके अनुसार विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है और विश्वसनीयता के लिए नैतिकता और योग्यता दोनों बहुत महत्व रखते हैं क्या आपको पता है कि आपके पास एक बहुत ही मजबूत ज्ञान का आधार है क्या आप अपने निर्णयो के लिए काफी योग्य हैं और क्योंकि लोगों का भला करना यह आपके ऊपर निर्भर करता है चाहे आप निर्णय ले रहे हो चाहे योग्यता के आधार पर निर्णय लेने में आप सक्षम हो या प्रश्न जो विश्वसनीयता के बारे में बोलते हो तो विश्वसनीयता बनाने के लिए दूसरों की तरह ध्यान जाना चाहिए और क्या आपके पास ज्ञान और बढ़ावा देने के लिए बुद्धिमत्ता है या उस कल्याण की रक्षा कर सकते हैं तो क्या आप इसके लिए योग्य हैं यह खाली आप का सिद्धांत एक ही नहीं है परंतु आप इसके लिए योग्य हैं कि नहीं यह भी है तो पहले विश्वसनीय संरचनात्मक अभियंता जैसा प्रोजेक्ट जिसे हमने चर्चा किया किसी भी प्रोजेक्ट को हरी बत्ती दिखाने से पहले यह उनके उत्तरदायित्व का हिस्सा है कि यह पता करें कि क्या जन सुरक्षा के लिए कोई चिंता की बात तो नहीं जन सुविधा और पर्यावरण सुरक्षा इस प्रोजेक्ट की वजह से भांग तो नहीं हो रहे संरचनात्मक रचना के लिए क्या कोई योग्यता है या नहीं उसके बिल्डिंग की सामग्री की समझ और उसकी गुणवत्ता गुणवत्ता जैसे यातायात की जरूरत के अनुसार सामग्री की क्षमता की आवश्यकता और काम के निहितार्थ पर्यावरण तीव्रता और संभावनाओं का आकलन एवं भूकंप तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता जो बिल्डिंग को प्रभावित या खराब कर सकती है या उसकी संरचना को भी तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बाद भी अभियंताओं को कुछ दूसरे कारकों को विचार करने की आवश्यकता हो सकती है जैसे दूसरी तकनीक पुल के उपयोग को प्रभावित कर सकती हैं जैसे वाहन जा सकते हैं या जहाज बनाने को प्रभावित कर सकती हैं तो हम खाली पुल के उदाहरण पर चर्चा कर रहे हैं और यह बिल्डिंग के मामले में भी प्रयोग हो सकता है उसे भी हम चर्चा करेंगे तो कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या इरादा हो सकता है कि आप सोच को वहां तक बढ़ाए कि आप यह सोच पाए हैं कि किसी संरचना को जिसकी आप जांच कर रहे हैं उसको क्या संभावित खतरे हैं और उसे इस खतरे से कैसे बचाया जाए तो नैतिक और तकनीकी विचार से क्योंकि यह आपस में उलझे हुए हैं जब आप पेशेवर विवेक और निर्णय की बात करते हैं तो हम इसे पुनः चर्चा करेंगे एक छोटे से किसके साथ जैसे हिलेरी राज्य पर्यावरण रक्षा विभाग में एक अभियंता के तौर पर कार्यरत है हिलेरी के पर्यवेक्षक पैट हैं गिलहरी को कहते हैं कि एक विद्युत संयंत्र की इमारत के लिए जल्दी से एक चित्र बना दे और बिना किसी देरी के हिलेरी को यकीन था कि हवा को साफ रखने के जो नियम है उसके अनुसार पेड़ पौधे कम है परंतु पैट के अनुसार यह सब लचीले विषय हैं हिलेरी ने सोचा कि क्या उसे अनुज्ञा पत्र देने के विषय में राज्य अभियंत्रिकी नियंत्रण बोर्ड से पूछना चाहिए की वह पर्यावरण नियंत्रण के विरुद्ध जा रहा है तो जो कहा गया कि मूल्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह सब हिलेरी के दांव पर लगे हुए थे कि वह क्या निर्णय ले क्या हिलेरी को राज्य पंजीकरण बोर्ड से संपर्क करना चाहिए अगर वह ऐसा करती है तो राज्य बोर्ड के द्वारा आई सूचना कितना हिलेरी के निर्णय को प्रभावित करेगी की उसके बाद उसे क्या करना चाहिए और तब क्या होगा अगर हिलेरी कुछ कर सकती थी परंतु उसके विरोध के बाद भी उसके विभाग प्राधिकारी भवन का परमिट दे देते हैं तब क्या आपके पास कोई सूचना है जिससे इन प्रश्नों का उत्तर मिलने में मदद मिले और वह आपके मूल्यांकन में क्या अंतर ला सकता है तो हमने यहां पर क्या पाया कि हिलेरी की नैतिकता वाली भावना यह महसूस कर रही थी कि पर्यावरण के लिए दोस्ताना और शुद्ध हवा नियंत्रण को वह पूरी तरह मेल नहीं खा रही थी तो राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की सलाह को हमेशा मांगा जा सकता है अगर उन्हें दिशानिर्देशों को देखना चाहिए कि क्या करने की आवश्यकता है और दिशा निर्देशों के अनुसार हिलेरी एक निर्णय ले सकती है अब अगर हिलेरी की संस्था आपत्ती के पक्ष में निर्णय लेती है तो यह पेशेवर उत्तरदायित्व का हिस्सा होगा और यह विश्वसनीयता का हिस्सा है यह लोगों के बड़े हिस्से के लिए एक उत्तरदायित्व है यहां फायदा पाने वालों को मामले की जानकारी होनी चाहिए तो सारे हिट दार को तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि इस तरह का प्रोजेक्ट रुकना चाहिए तो जब आप नैतिक समस्या की बात करते हैं तो एक प्रश्न की तरह लेना चाहिए कि कुछ करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या यह करना ठीक है जब आप यह प्रश्न सुनते हैं कि चीजों को कैसे करा जाए यह ईमानदारी के नैतिक प्रश्न को उठाता है कि क्या सही तरीका है इसको करने का सुरक्षा को बचाते हुए हम कहां तक पहुंचेंगे तो सुरक्षास्वास्थ्य पर्यावरण के बारे में सोचना तालमेल के बारे में सोचना स्थिरता इन सब अभियंता के पेशेवर उत्तरदायित्व को देखना चाहिए और उन्हें विश्वसनीय बनाना चाहिए क्योंकि लोग यह विश्वास करते हैं कि वह एक विशेषज्ञ के ज्ञान और विवेक का उपयोग कर रहे हैं उस ज्ञान की मदद से किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो कि हित धारको के स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है यह सब उन को विश्वसनीय बनाता है खाली उनके लिए नैतिक होना ही जरूरी नहीं है परंतु उनका योग्य होना भी काफी आवश्यक है हिलेरी ने राज्य बोर्ड के निर्णय की मांग पर कानून को देखा कोई निर्णय लेने की कोशिश से पहले स्वच्छ पर्यावरण मुद्दे की अनुमति और दूसरी चीजों के लिए अपनी जानकारी को बढ़ाया तो क्या है जो मुझे जानकार बनाता है क्या नियम है एक बार जब मुझे उसकी जानकारी हो गई और अगर उन्हें तोड़ा जाता है तो मैं विश्वास करता हूं कि कुछ तो कुछ तो गलत है और मेरे पास बताने के लिए कारण है कि यहां चीजें गलत है और किस हद तक गलत है और इस वजह से मुझे इसे रोकना पड़ा और इस तरह से जहां यह एक पेशेवर उत्तरदायित्व ही नहीं है बल्कि यह एक विश्वसनीयता की भी बात करता है यह दो महत्वपूर्ण स्तंभ है जिनके लिए अभियंताओं से उम्मीद की जाती है क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्तरदाई हैं हम अगले मॉड्यूल में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो पेशेवर नैतिकता के लिए प्रासंगिक होंगे धन्यवाद